अब हम एक ऐसे सर्किट के उदाहरण पर विचार करेंगे जिसमें इंडक्टर्स हैं इंडक्टर्स करंट तात्कालिक परिवर्तनों से गुजर सकती हैं मान लीजिए कि हमारे पास एक करंट है Is और यदि आपके पास स्विचिंग एक्शन है हम करंट और वोल्टेज जो सर्किट में हैं उसे के वैल्यू को स्विचिंग एक्शन के बराबर कर सकते हैं तो मान लें कि यह स्विच शुरू में शॉर्ट सर्किट है और यह t इक्वल टू 0 पर सर्किट खोलता है और मान लें कि हमारे पास ये दो इंडिकेटर्स हैं तो सबसे पहले सर्किट के क्रम को निर्धारित करेंगे जो जल्द ही आएगा अब t इक्वल टू 0 से पहले यह स्विच शॉर्ट सर्किट होता है और यह सारा करंट शॉर्ट सर्किट में प्रवाहित होता है और हमारे पास प्रभावी रूप से इस तरह का एक सर्किट होता है और t इक्वल टू 0 के बाद हमारे पास इन दो समानांतर शाखाओं को चलाने वाला करंट सोर्स होता है तोइसका मतलब है कि इसका वैल्यू I s है इसलिए हम मूल रूप से इस विशेष सर्किट को हल करने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि क्या आप 0 से t ग्रेड के लिए समाधान नहीं करेंगे और कुछ इनिशियल कंडीशन में L1 और L 2 R t इक्वल टू 0 में दिए गए हैं सरलता के लिए मान लें कि L1 के माध्यम से करंट और L 2 के माध्यम से करंट दोनों 0 हैं जैसे कि स्टेप करंट लागू होने से ठीक पहले इस स्विच को खोलना इस विशेष सर्किट के लिए एक स्टेप करंट लागू करने की तरह है तोसबसे पहलेसर्किट का क्रम क्या है इसलिए यदि मैं सोर्स मुक्त सर्किट लेता हूं जो करंट सोर्स के साथ ओपन है तो मेरे पास क्या है मेरे पास सिंगल लूप R1 R2 L1 L2 है और यह निश्चित रूप से है इसके बराबर हम देख सकते हैं कि ये इंडक्टर्स सीरीज में हैं ये दो रेसिस्टर्स सीरीज में हैं तो हमारे पास L1 L 2 और L 1 L2 का एक सिंगल इंडक्टर है और हमारे पास एक रजिस्टर R1 R2 है हम जानते हैं कियदि आपके पास एक सर्किट में एक सिंगल इंडक्टर हैतो यह एक पहला ऑर्डर सर्किट है और सर्किट का टाइम कांस्टेंट विभाजित किए गए प्रेरकों का मूल्य रजिस्टर के समान है तो यह आपको कांस्टेंट टाइम देगा जो L1 L 2 विभाजित R 1 R 2 के बराबर है तो इस तरह से समय के अनुरूप हम गणना करेंगे अब औपचारिक रूप से मूल्यवान है तो मुझे सर्किट के इस हिस्से पर कॉपी करने दें और हम अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे अब मैं I1 को चुनूंगा क्योंकि वेरिएबल I1 करंट में L1 किरचॉफ करंट लॉ के माध्यम से करंट है और ये नोड मुझे पता है कि करंट में के माध्यम से L2 Is I 1 है अब सर्किट इक्वेशन क्या है ये तीन ब्रांच पैरेलल में हैं L1 और R1 श्रृंखला शाखाएं श्रृंखला शाखाओं L 2 और R2 के समानांतर हैं तोइन शाखाओं और उस शाखा में वोल्टेज बिल्कुल समान है और समीकरण जो मैं लिखने जा रहा हूंआप किसी भी तरह से लिख सकते हैं जैसे हम चाहते हैं कि आप इस 21 के आसपास KVL लिख सकते हैं अब L1 और R1 में वोल्टेज I1 R 1 × I1 का L 1 टाइम डेरीवेटिंव होगा और यह L 2 के माध्यम से करंट के टाइम डेरिवेटिव L 2 × के बराबर है जो कि I s है I 1 R 2 × करंटजो कि I s I 1 है इसलिए यदि मैं वेरिएबल I 1 वाले सभी पदों को बाईं ओर समूहित करता हूं तो म यही दाईं बचेगा तो इससे मुझे टाइम कांस्टेंट पढ़ने की सुविधा मिलती है इसलिए मैंने सभी पदों को R 1 R 2 से विभाजित किया है तोअब यह स्टैण्डर्ड रूप में है और यदि यह कोएफ़िशिएंट यूनिटी हैं तो कोएफ़िशिएंट टाइम कांस्टेंट है जिसे हमने पहले ही प्राप्त किया था समीकरण हमें कई अन्य चीजें भी बताता है जैसे कहा गया कि हमारे पास सर्किट हैयह करंट I s t 0 पर रखा जा रहा हैयह 0 से कुछ वैल्यू तक जाता है मान ले की I0 इसलिए हम इसे एक टाइम फंक्शन जोकि Is से I0 तक जाती है की तरह मान सकते हैं तो Is का डेरिवेटिव t इक्वल टू जीरो पर एक इंपल्स है अब मैं इंपल्स को शुरू करने या गणना करने के लिए अभ्यस्त नहीं हूं और इसी तरह यह केवल यह पता लगाने के लिए भी आवश्यक नहीं है कि हम क्या नहीं करेंगे हम केवल इस तथ्य की सराहना कर सकते हैं कि I s का पहला डेरिवेटिव एक इंपल्स है इसलिए यह एक इंपल्स है जिसमें यह मात्रा I s परिमित होती है यह आपको पहले से ही बताता है कि यह I 1 जारी नहीं रह सकता है I 1 में भी एक छलांग होनी चाहिए क्योंकि अगर I 1 जारी रहता है तो I 1 का स्लोप हर जगह सीमित होगा और हम केवल सीमित मात्रा के साथ दाहिने हाथ की ओर कभी भी इम्पल्स नहीं कर सकते हैं बाएं हाथ की ओर तो इस समीकरण के लिए संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका यह है कि मैं एक कदम रखना चाहता हूं जिसका अर्थ है कि I 1 d I 1 d t का पहला डेरीवेटिव भी एक इम्पल्स है तो यह हिस्सा जो एक इम्पल्स है इस हिस्से को संतुलित करता है तो वह बैलेंस है वह एक और यह हिस्सा जो परिमित है उस हिस्से को बैलेंस करेगा जो कि फाइनइट भी है जो कि स्टेप पर है तो स्टेप के पल में हमारे पास L 1 L 2 R 1 R 2 × d I 1 d t L 2 R 1 R 2 d I s d t के बराबर है अब इसका मतलब है कि यह सिर्फ स्टेप के बजाय अगर मैं दोनों पक्षों को संबंधित समय के साथ एकीकृत करता हूं तो यह समान सीमा 0 और 0 के बीच एक दूसरे के बराबर होगा तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह मात्रा कुछ भी नहीं हैI 1 of 0 I 1 of 0 यह मात्रा यहां कुछ भी नहीं है I s of 0 I s of 0 और निश्चित रूप से मेरे पास होगा दोनों पक्षों पर समान स्केलिंग कारक है तो यह आपको जो बताता है वह यह है कि डिनोमिनेटर में R 1 R 2 की अनुमति रद्द कर दी जाएगी तो करंट में परिवर्तन होगा स्टेप के बजाय L 2 L 1 L 2 ×करंट सोर्स में परिवर्तन होगा अब यह वही है जो हमारे पास कैपेसिटर के लिए है यदि आप कैपेसिटर के एक सीरीज कॉम्बिनेशन में स्टेप वोल्टेज लागू करते हैं तो प्रत्येक कैपेसिटर में हमारे पास कुछ कैपेसिटर × इनपुट चरण होगा इसी तरह यदि आप इंडक्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए एक स्टेप करंट लगाते हैं तो आपके पास स्टेप करंट होगा और प्रत्येक इंडक्टर्स में स्टेप करंट होगा और स्टेप का आकार इंडक्टर्स के अनुपात से संबंधित होगा तो यह आप गणना कर सकते हैं और फिर से कैपेसिटर के मामले में जब हमने स्टेप के तत्काल पर किरचॉफ के करंट लॉ को लागू किया तो हम रेसिस्टेरो को अनदेखा कर सकते थे क्योंकि यदि आपके पास कैपेसिटर्स में इनफिनिट करंट थीं और रेसिस्टेरो के माध्यम से सीमित करंट रेसिस्टेरो अनदेखा सकते हैं और यही वह है जो गणितीय रूप से यहाँ किया है मैं इम्पल्स और परिमित मात्राओं के लिए बाएँ और दाएँ पक्षों को अलग अलग संतुलित करने का प्रयास करूँगा इसलिए जैसे हमने कैपेसिटर के पैरेलल रेसिस्टेरो को अनदेखा किया इस मामले में हम रेसिस्टेरो और इंन्डक्टर्स के सीरीज नेटवर्क को अनदेखा कर सकते हैं तो केवल वर्तमान चरणों की गणना के लिए हमारे यहां जो कुछ भी R1 था और R2 हमारे यहां था इन दोनों को केसीएल लिखते समय अनदेखा कर दिया गया है इसका मतलब है कि वोल्टेज ड्राप 0 के बराबर गिरा देता है यानी वे शॉर्ट सर्किट हैं और ये बनाता है और फिर से क्योंकि यदि आपके पास एक स्टेप परिवर्तन और इंन्डक्टर्स चालू और असीम रूप से बड़ा वोल्टेज है और यह रेसिस्टर भर में परिमित वोल्टेज है तो हमने इसी तरह की उपेक्षा की कि कैसे सर्किट में एक उपेक्षित रेस्टिव करंट जो की इनफिनिट कपैसिटर करंट के सामान हैं हमारे पास L1 और L2 है और हमारे पास Is है और आप स्पष्ट रूप से देखते हैं कि करंट इंडक्टर्स के इनवर्स रेश्यो से विभाजित होता है तो L1 के माध्यम से हमारे पास I s × L 2 L 1 L 2 होगा और L2के माध्यम से हमारे पास I s × L 1 L 1 L 2 होगा जैसा कि हमने कहा कि कैपेसिटर के एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई भी मध्यवर्ती प्लेट से नहीं जा सकता है वहां कुल चार्ज वही रहना है यहां भी हम एक समान नियम बता सकते हैं कि टोटल फ्लक्स इंडिकेटर्स में समान रहेगा याद रखें कि इन सभी गणनाओं को महत्व दिया जाता है बस कदम के तुरंत बादइंडक्टर करंट की गणना करें उसके बाद रेसिस्टर वोल्टेज महत्वपूर्ण होगा और हमें वहां से जाना होगा तो I 1 जो कि 0 पर L 1 के माध्यम से करंट है 0 था और I 2 0 भी 0 था और एप्लीकेशन के ठीक बाद करंट स्टेप होगा L 2 L 1 L 2 × I s और I 2 0 L 1 L 1 L 2 × I s है तो इन और अंतिम मूल्यों से जो कि एक इंडक्टर सर्किट में अंतिम मूल्यों के लिए काफी आसानी से गणना की जा सकती है यह क्या है कि हम एक इंडक्टर में कोई वोल्टेज 0 के बराबर नहीं है यह निश्चित रूप से है यह मानते हुए कि इनपुट में शुल्क के अनुसार स्थिरांक हैं क्योंकि इंडक्टर करंट को भी स्थिर होना पड़ता है और यदि वे इंडक्टर करंट स्थिर है तो इसके पार वोल्टेज है जो कि करंट का टाइम डेरीवेटिव हैवह भी 0 होगा इसलिए इसका मतलब है किजब आपके पास निरंतर इनपुट होते हैं तो अंतिम मूल्य गणना के लिए सभी इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट किया जा सकता है तो हमारे पास Is है और L 1 को शॉर्ट सर्किट करता हूँ और L 2 को भी शॉर्ट सर्किट करता हूँ और हमारे पास R 1 और R 2 है इसलिए यह प्रतिरोधक सर्किट है इसलिए हम जानते हैं कि अंतिम मान I s × R 2 R 1 R 2 और वहाँ पर I s × R 1 R 1 R 2हैं तो यह भी हम जानते हैं हम टाइम कांस्टेंट जानते हैं इसलिए हम अंतिम समाधान बहुत आसानी से बना सकते हैं I1 ऑफ़ इंफिनिटी R 2 R 1 R 2 × I s होगा और I2 ऑफ़ इंफिनिटी R 1 R 1 R 2 × I s होगा इसलिए इन और टाइम कांस्टेंट से हम I 1 और I 2 दोनों के लिए फंक्शन लिख सकते हैं मैं प्रारंभिक स्थितियों को 0 मानता हूं इसलिए मैं I1 ऑफ़ t है जो कि I 1 ऑफ़ इंफिनिटी है I 1 का 0 I 1 ऑफ़ इंफिनिटी × एक्सपोनेंशियल ttau शब्द जो कि निश्चित रूप से किसी भी पहले सर्किट के लिए सामान्य रूप है और I1 ऑफ़ इंफिनिटी का हमने पाया था R 2 R 1 R 2 × I s और I 1 ऑफ़ ० L 2 L1 L 2 × I s I 1ऑफ़ इंफिनिटी है जो R2 R 1 R 2 × I s एक्सपोनेंशियल t tau मैं प्रतीक ताऊ लिखूंगा लेकिन हम जानते हैं कि ताऊ बराबर L 1 L 2 विभाजित R 1 R 2 के बराबरहै इसलिए यह I1 ऑफ़ के लिए एक्सप्रेशन है हमें केवल I 1 ऑफ़ 0 के लिए सही मानों को कम करना है वहां से हम सब कुछ की गणना कर सकते हैं तो इस तरह हम एक सर्किट में किसी भी अन्य मात्रा के लिए धाराओं की गणना करते हैं जहाँ इंडक्टर के करंट में स्टेप परिवर्तन हो सकते हैं